पिछले व्याख्यान में हम स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं यदि आप याद करते हैं कि STA में हम क्या कर रहे थे तो आमतौर पर गेट्स के स्तर पर एक कॉम्बीनेशन सर्किट नेटलिस्ट दिया जाता था हम सर्किट के हर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के लिए गणना कर रहे थे जिसे वास्तविक आगमन समय आवश्यक आगमन समय और स्लैक में अंतर कहा जाता है इसलिए स्लैक को देखकर हम बता सकते हैं कि नेट कौन से हैं नेट सूची के कौन से सेगमेंट महत्वपूर्ण हैं इस अर्थ में कि कुछ स्लैक्स नकारात्मक हो सकते हैं यदि एक स्लैक नकारात्मक हो जाता है तो बाद के एक कदम के दौरान हमें डिले और गेट्स या तारों के कुछ आकार को समायोजित करना होगा या बफ़र्स डालना होगा ताकि स्लैक्स को सकारात्मक बनाया जा सके अब एक और बात पर भी विचार किया जाना है मान लीजिए कि हम पाते हैं कि हमारा स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस किसी भी समय का उल्लंघन नहीं कर रहा है लेकिन जो हम पाते हैं वह यह है कि बहुत सी पंक्तियों में हमारे पास बहुत अधिक सकारात्मक स्लैक वैल्यू है सकारात्मक स्लैक का क्या मतलब है इसका अर्थ है कि हमारा आवश्यक आगमन समय वास्तविक आगमन समय से बड़ा है मान लीजिए कि हम पाते हैं कि यह काफी बड़ा है तो आप ऐसा क्यों चाहेंगे ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सर्किट हो जो जितनी तेज़ी से चल रहा है इसलिए यदि हम अनावश्यक रूप से एक बहुत बड़ा सकारात्मक स्लैक दे इसका मतलब है की मैं धीमी गति से सर्किट चलाने की कोशिश कर रहा हूं इस प्रकार भले ही यह संकेत आ गया हो मेरी आवश्यकता यह है कि मैं अनावश्यक रूप से इस संकेत को पहले ही पहुंचा रहा हूं इसलिए मैं कुछ डिले का परिचय दे सकता हूं मैं कुछ गेट्स को छोटा कर सकता हूं मैं कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन कर सकता हूं जैसे कि इस स्लैक्स को 0 के करीब बना सकता हूं यह सही कदम में अनुकूलन मानदंड में से एक है इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप समय की गुणवत्ता पर समझौता कह सकते हैं लेकिन मैं कुछ जगहों पर डिले की शुरुआत करके अपने डिजाइन की जटिलता को कम कर सकता हूं डिले का परिचय देते हुए मैं 0 के करीब कुछ सकारात्मक स्लैक बना सकता हूं और अगर यह 0 के करीब है तो मैं अपने डिजाइन से खुश हूं कि मैं मुझे उपलब्ध संसाधनों के संबंध में कुछ प्रकार के अनुकूलन करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए इस व्याख्यान में हम वास्तव में स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस के बारे में एक प्रकार का विस्तार ले रहे हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एल्गोरिथ्म है जिसे जीरो स्लैक एल्गोरिथ्म कहा जाता है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम इस स्लैक्स 0 को सभी लाइनों में बनाने की कोशिश करते हैं तो हम इसे देखते हैं इसलिए हम डिले बजट के नाम से एक अवधारणा का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है कि प्रत्येक गेट के आउटपुट में हम कुछ डिले बजट डाल रहे हैं इसका मतलब है हमें वहां कितनी अतिरिक्त डिले की आवश्यकता है इसलिए एक बार जो हमारे पास इस चरण में डिले बजटिंग हो जाती है हम कुछ फिजिकली कर सकते हैं जिसके द्वारा आप वास्तव में इन लाइनों में डिले को कुछ बढ़ा सकते हैं डिले बजटिंग का मतलब कुछ गेट्स के आउटपुट में हम यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ डिले की 2 अतिरिक्त यूनिट्स की आवश्यकता है मुझे यहां और इसी तरह की 3 अतिरिक्त यूनिट्स की आवश्यकता है डिले बजट संबंधी चिंताओं के कारण कि कुछ डिले वैल्यू मैं गतिशील रूप से परिवर्तनशील तरीके से गणना कर रहा हूं और अंत में मुझे यह जानकारी होगी कि मुझे कुछ यूनिट्स में डिले को कितनी यूनिट्स में बढ़ाना है तो यहाँ कुछ दिलचस्प बिंदु हैं पहला यह कि टाइमिंग संचालित डिजाइन में हम आम तौर पर वायर और गेट दोनों डिले पर विचार कर रहे हैं इसलिए हम उन्हें अनुकूलित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक दुविधा मौजूद है कि किसको पहले करना है उदाहरण के लिए दुनिया की इसलिए जब हम टाइम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हम वायर के वजन पर विचार कर रहे हैं हम वायर डिले पर विचार कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि हमें कैपेसिटिव लोड का अच्छा ज्ञान है हमें वास्तविक वायर डिले के बारे में अच्छा ज्ञान है क्योंकि जब तक हमें कैपेसिटिव लोड के बारे में ज्ञान नहीं होता है इसलिए वायर डिले के बारे में हमारा अनुमान काफी गलत हो सकता है यह बात है ध्यान दें और दूसरा बिंदु यह है कि जब तक प्लेसमेंट और राउटिंग पूरी नहीं हो जाती है हम वायर की लंबाई नहीं जानते हैं इसलिए जब तक हम वायर की लंबाई नहीं जानते हैं हम कैपेसिटिव लोड नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि जब तक हम समय का अनुकूलन नहीं करते हैं तब तक हम एक इष्टतम तरीके से प्लेसमेंट और राउटिंग नहीं कर सकते हैं तो दुविधा है कि पहले 2 में से कौन सा करना है क्या आप प्लेसमेंट और राउटिंग करते हैं जो पहले समय के बारे में जानते हैं या आप पहले समय का अनुकूलन करेंगे इसलिए इस दुविधा के कारण आम तौर पर इस प्रक्रिया को जितना संभव हो उतना एकीकृत किया जाता है वे किए जाते हैं मेरा मतलब है लगभग एक ही समय में तुरंत करना इसलिए 0 स्लैक एल्गोरिथ्म में हम एक समय बजट की अवधारणा का उपयोग कर रहे हैं तो समय बजट क्या है प्रत्येक नेट के लिए हम गेट की डिले के संदर्भ में वायर की लंबाई के संदर्भ में कुछ डिले के अवरोधों को स्थापित कर रहे हैं ये समय बजट बाद में ठीक ट्यूनिंग प्लेसमेंट और रूटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है ताकि इन डिले और वायर की लंबाई की कमी को पूरा किया जा सके इसलिए हम देखेंगे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी उदाहरण देंगे लेकिन यह कैसे काम करता है हम इसे देखते हैं पहले हमें कुछ संकेतन प्रस्तुत करते हैं तो हम मानते हैं कि एक नेटलिस्ट में कई गेट्स होते हैं आइए गेट्स को v1 v2 से vn के रूप में कॉल करें फिर हम नेट के सेट पर विचार करते हैं जैसे नेट क्या है मान लीजिए कि एक गेट का आउटपुट 3 गेट्स के इनपुट पर जाता है मान लें कि यह गेट vi है तो यह इंटरकनेक्शन यह आउटपुट 3 जगह जा रहा है यह एक एकल नेट है यह नेट मैं इसे ei के रूप में कहता हूं तो ei नेट vi गेट के आउटपुट के सापेक्ष है तो इसलिए हम ऐसे नेट के सेट पर विचार करते हैं जो इंटरकनेक्ट को इंगित करते हैं जहां ei गेट v का आउटपुट नेट है और t v का और t e क्रमशः गेट डिले और वायर डिले को दिखाता है इसलिए यहाँ उदाहरण के लिए इस उदाहरण में जब मैं vi का t कहता हूं तो इसका मतलब है कि इस गेट की डिले और जब मैं ei का t कहूंगा तो यह इस पूरे नेट की डिले पर विचार करेगा इस गेट का आउटपुट इन गेटो के इनपुट पर जा रहा है इसलिए सबसे खराब स्थिति इस पूरे नेट की डिले है तो हमारे पास 2 पैरामीटर t vi प्लस t ei हैं इसलिए जब हम कहते हैं कि कोई संकेत vi के इनपुट पर आ रहा है और यह अगले गेट्स के इनपुट पर पहुंच रहा है तो कुल समय t vi प्लस t ei होगा तो ये अंकन हैं यह 0 स्लैक एल्गोरिथ्म क्या करता है यह नेट सूची को इनपुट के रूप में लेता है और जैसा कि मैंने यहां अच्छी तरह से कहा था कि मैं एक बात मान रहा हूं कि कोई नकारात्मक स्लैक्स नहीं हैं यदि नकारात्मक स्लैक्स हैं तो मैं पहले से ही कुछ समायोजन पूरा कर चुका हूं ताकि स्लैक्स सभी सकारात्मक हो जाएं जो मैं मान रहा हूं इसलिए एक बार जब मेरे पास इस स्लैक मानों की गणना के साथ एक नेटलिस्ट है और ये स्लैक्स उस बिंदु से शुरू करने के लिए सकारात्मक हैं इसलिए हम पॉजिटिव स्लैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें 0 बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए हम पॉजिटिव स्लैक्स को कैसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम स्लैक को कम कर सकते हैं स्लैक वह है जो आने वाले समय को घटाता है वास्तविक आगमन का समय तो मैं इस स्लैक को कैसे कम कर सकता हूं आप बस याद करते हैं कि स्लैक को आवश्यक आगमन समय के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि न्यूनतम आगमन समय है मान लीजिए कि स्लैक एक मान है जो 0 से अधिक है सकारात्मक जिसका अर्थ है कि RAT अधिक AAT से है तो मैं इसे 0 कैसे बना सकता हूं मैं इसे AAT बढ़ाकर 0 कर सकता हूं तो मैं इस AAT को कैसे बढ़ा सकता हूं इसलिए मैं या तो t vi की तरह फाटकों की देरी को बढ़ा सकता हूं या मैं nets t ei के विलंब को बढ़ा सकता हूं इसलिए गेट्स की डिले मैं गेट्स की स्केलिंग कम कर सकता हूं जिससे वे छोटे हो जाते हैं इसलिए इंटर कनेक्शन डिले की वृद्धि मैं उपयुक्त रूटिंग से कर सकता हूं तो एक सीधे राउटर के बजाय शायद मैं एक ज़िग ज़ैग तरह का रूट बना सकता हूं और फिर इस तरह से रूट कर सकता हूं तो मोटे तौर पर यह विचार ठीक है इसलिए t v और t e सहित जो हम कर रहे हैं वह यह है कि हम t v और t e को बढ़ाकर स्लैक्स को घटाकर 0 करने की कोशिश कर रहे हैं जो समय के बजट का गठन करता है इसलिए नोड या वर्टेक्स v के लिए समय के बजट को उस विशेष गेट की देरी और आउटपुट नेट की डिले के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह उस नोड के कुल समय बजट से मेल खाता है इसलिए एक बार समय बजट की गणना करने के बाद और स्लैक्स 0 पर सिमट गए हैं आपका उद्देश्य लेआउट के भौतिक मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करके इस समय के बजट को प्रयास करना और प्राप्त करना होगा या तो गेट को छोटा करना वायर्स को लंबा बनाना और आगे भी इसी तरह से तारों को पतला बनाना कई सारे तरीके हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि यदि t v बढ़ गया है तो आपको इसे छोटा करना होगा फिर आप वायर की लंबाई कम कर सकते हैं आप गेट के आकार को बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर दूसरा रूट है तो आपको रिवर्स करना होगा अब डिले प्रभाव को अक्सर एलमोर डिले मॉडल का उपयोग करके अनुमानित किया जाता है क्योंकि यह एक बहुत सटीक अनुमान प्रदान करता है बशर्ते आपने कैपइसटेंस और रेजिस्टेंस का अपेक्षाकृत सटीक अनुमान लगाया हो मेरा मतलब पड़ोस की अन्य रेखाओं से है इसलिए एक बार जब हमें पइसटेंस और रेजिस्टेंस का उचित अनुमान लग जाता है तो हम बाद में इस बारे में बात करेंगे कि हम इन अनुमानों को कैसे बना सकते हैं फिर आप देरी का सही अनुमान लगाने के लिए एलमोर डिले मॉडल का उपयोग कर सकते हैं हम उस गणना को सही कैसे बना सकते हैं तो मुद्दा यह है कि यदि हम पाते हैं कि टाइमिंग पथ में यदि अधिकांश वायर मेरा मतलब है कि एजेस समय बजट के भीतर है तो यह संभव है कि पाथ टाइमिंग कॉन्सट्रेंट्स को पूरा कर सकता है भले ही कुछ आर्क्स अपने समय के बजट को पार करते हैं तो एक प्रक्रिया कर्वे री बजटिंग है यह एक पुनरावृत्त प्रक्रिया है जहां समय बजट की गणना की जाती है और पुनरावृत्त तरीके से इसे संशोधित किया जाता है इसलिए अंत में आपको अंतिम मान मिलते हैं जो आपको अंत में मिलते हैं इसे कभी कभी पुनः बजट कहा जाता है इसलिए हम एक उदाहरण की मदद से 0 स्लैक एल्गोरिथ्म की व्याख्या कर रहे हैं पहले बुनियादी कदम देखते हैं देखें कि आपको चरणों को स्पष्ट रूप से समझना होगा क्योंकि अन्यथा चरणों को समझना मुश्किल होगा आप देखें कि पहला चरण कन्वेंशनल स्टेटिक टाइमिंग एनालिसिस है जिसे नेटलिस्ट दिया गया है आप AAT RAT और स्लैक मानों की गणना करते हैं तो आप सभी नोड्स के स्लैक मूल्यों को निर्धारित करते हैं आप एक नोड का चयन करते हैं हम इसे v min कहते हैं जिसमें सबसे छोटी पॉजिटिव स्लैक है स्लैक का मतलब यहां अच्छी तरह से है मैं मान रहा हूं कि स्लैक वैल्यू सभी पॉजिटिव हैं क्योंकि अगर स्लैक वैल्यू नेगेटिव है तो मैं उसे टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि नकारात्मक स्लैक मानों को लेआउट के लिए कुछ ज्यामितीय संशोधन का उपयोग करके इस समय के विश्लेषण को पोस्ट किया जा सकता है इसलिए एक बार जब हमने वर्सेटेक्स वी मिन का पता लगा लिया है तो न्यूनतम पॉजिटिव स्लैक के साथ फिर आपको पाथ मिल जाएगा उदाहरण के लिए आपके पास एक नेटलिस्ट है आपने V min नामक एक वर्टेक्स का पता लगाया है फिर आपका अगला कदम कुछ अन्य वेर्तिसेस के माध्यम से एक पाथ का पता लगाना होगा V1 को कहने दें V2 को कहने दें V3 a है यह पाथ है यह है संपूर्ण पाथ है इस तरह से कि यह विशेष रूप से नोड में न्यूनतम स्लैक है तो यह सब स्लैक मीन के रूप में मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह मार्ग स्लैक मीन के मूल्य पर हावी हो रहा है इस वर्चस्व का अर्थ क्या है इसका मतलब है कि अगर हम यहां डिले में कोई बदलाव करते हैं या तो नेट्स या वेर्तिसेस की डिले में तो स्लैक मीन भी बदल जाएगा यह हावी होने का मतलब है इसलिए अगर मैं सर्किट में पाथ पा सकता हूं जैसे कि यह प्रॉपर्टी सत्य है तो आप एक बार में एक साथ पाथ पर विचार करते हैं तो दूसरा कदम ऐसा रास्ता खोजने के लिए कहता है इसका मतलब है कि पाथ के साथ वेर्तिसेस पर डिले में कोई भी परिवर्तन स्लैक मीन बदलने का कारण होगा अब मान लें कि इस मामले में यह कदम महत्वपूर्ण है तो आइए समझते हैं मान लीजिए कि आपको पता है कि इस वेर्तिसेस में आपके स्लैक का मान 6 प्लस 6 कहा गया था मान लीजिए कि स्लैक का मान 5 था मान लीजिए कि तीसरा चरण कहता है तो आपको यह स्लैक मूल्य 0 करना होगा किसी तरह तो इस सुस्त के मूल्य 5 को आप पाथ के साथ इन वेर्तिसेस के बीच वितरित करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ v1 v2 और v 3 है मान लीजिए आप प्लस 2 को यहां जोड़ते हैं आप प्लस 2 को यहां जोड़ते हैं आप प्लस 1 को यहां जोड़ते हैं इसलिए यह 5 का स्लैक मूल्य है हम इस स्लैक मूल्य के बीच समान रूप से वितरित करते हैं तो जो कि 5 यहां था अब यह 0 हो गया है ठीक है यह मूल विचार है आप पथ में सभी वेर्तिसेस में स्लैक मूल्य को विभाजित या वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं आपका उद्देश्य इस स्लैक मीन को 0 के बराबर बनाना है तो यह तीसरा चरण है इसलिए प्रत्येक बजट वृद्धि जो आप करते हैं वह एक वर्टेक्स के स्लैक मूल्य में कमी होगी इसलिए यदि आप एक वर्टेक्स की डिले को बढ़ाते हैं तो उदाहरण के लिए यहां V1 तो आप डिले बजट को 2 से बढ़ा रहे हैं इसका क्या मतलब है आप वास्तविक आगमन समय को 2 से बढ़ा रहे हैं अगर हम वास्तविक आगमन समय को 2 से बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्लैक को 2 से कम कर रहे हैं RAT माइनस AAT स्लैक के बराबर होता है तो एक नोड के समय बजट में वृद्धि भी स्लैक मूल्य में कमी का कारण बनेगी तो स्लैक मूल्य सभी उच्च सकारात्मक मूल्य से निचले मूल्यों की ओर नीचे की ओर जाएंगे तो यह वही है जिसका उल्लेख किया गया है प्रत्येक बजट वृद्धि एक वर्टेक्स के स्लैक मूल्य को घटाएगी तो आप इस बदलाव को करने के बाद प्रक्रिया को दोहराते हैं फिर से आप इस स्लैक मूल्यों को फिर से जोड़ते हैं और आप फिर से न्यूनतम स्लैक नोड का पता लगाते हैं फिर से एक रास्ता खोजते हैं फिर से वितरित करते हैं इसे दोहराते हैं अंत में आपको पता चलेगा कि यह सभी स्लैक मान 0 पर कम हो गए हैं यह 0 स्लैक एल्गोरिथम का मूल उद्देश्य है तो चलिए एक उदाहरण की मदद से इसे स्पष्ट करते हैं तो प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी तो अंत में आपको जो कुछ भी मिलता है वह ZSA का आउटपुट है इस तरह से एक उदाहरण लेते हैं 5 गेट हैं तो आइए हम पहले सूचनाओं को समझें 4 सामान्य गेट हैं अच्छी तरह से मैं दिखा रहा हूं इसमें AND गेट हैं पर यह किसी भी प्रकार के गेट मायने नहीं रखते हैं और यह एक बफर है आइए बताते हैं और जो मूल्य मैंने गेट्स के अंदर दिखाए वे गेट डिले का संकेत देते हैं इसलिए गेटों को सही ढंग से आकार देने से मैं गेट देरी को समायोजित कर सकता हूं यह पहले से ही पता है तो आइए मैं अभी इस पर काम करता हूं क्योंकि आपके लिए इसे समझना आसान होगा आइए मैं इस सर्किट को यहां पर काम करता हूं मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का एक गेट है इसका आउटपुट दूसरे गेट पर जा रहा है यह डिले 4 है यह 3 का एक और गेट डिले है यह एक और गेट 6 है यह 0 का आउटपुट बफर डिले है इसलिए यह आपका सर्किट प्रारंभिक सर्किट है इसलिए हमें मान लें कि आपका वास्तविक आगमन समय मैं AAT की गणना कर रहा हूं आइए हम इसका एक AAT के रूप में उल्लेख करते हैं कि 1 क्या है इसलिए मैं सीधे गणना कर रहा हूं मैं यह नहीं दिखा रहा हूं कि नोड S निहित है मैं सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि यह A 1 है और यह A 3 है बता दें कि इनपुट इन टाइम स्टेप्स पर आ रहे हैं और अभी शुरुआत में हम मानते हैं कि सभी डिले बजट 0 के बराबर हैं इसमें कोई डिले नहीं है इसलिए यदि आप AAT मान की गणना करते हैं तो तारों के इन डिले को शुरू में 0 माना जा रहा है तो A का मान 1 प्लस 2 होगा यह ए 3 होगा यहां यह 3 प्लस 4 होगा A 7 के बराबर होगा यहां 1 प्लस 3 और 3 प्लस होगा जो भी बड़ा 6 है 6 और 7 जो भी बड़ा है प्लस 6 13 7 प्लस 6 और 6 प्लस 0 6 ये आगमन का समय है इसी तरह यदि आप आवश्यक आगमन समय की गणना करते हैं तो मान लीजिए कि इस नोड के लिए आवश्यक आगमन समय 17 के रूप में निर्दिष्ट किया गया था इस नोड के लिए इसे 14 के रूप में निर्दिष्ट किया गया था आइए देखें तो फिर से आप इसके लिए बैक स्ट्रेस करते हैं इसलिए यदि आप यहां वापस जाते हैं तो यह 17 माइनस 6 होगा यह 11 होगा यदि आप यहां आते हैं तो यहां 2 पाथ हैं 17 माइनस 6 यहां आ रहे हैं और 14 माइनस 0 यहां आ रहे हैं तो यह 11 होगा जो न्यूनतम होगा R 11 के बराबर तो आप यहां वापस आते हैं 11 माइनस 3 यह 8 होगा इसी तरह 11 माइनस 4 या 11 माइनस 3 जो भी छोटा है 7 छोटा है यह 7 होगा और यहां R 11 के बराबर है यह यहां आता है तो यह 11 माइनस 4 7 7 माइनस 2 होगा यह 5 होगा इसलिए आपने वास्तविक आगमन समय और आवश्यक आगमन समय की गणना करने के बाद एक बार देखा होगा आप इस स्लैक RAT माइनस AAT की गणना भी कर सकते हैं यहाँ स्लैक क्या होगा S यहाँ 5 होगा S 6 होगा 7 माइनस 1 S 5 होगा S 4 होगा S 4 होगा S 4 होगा S 5 होगा S 5 होगा S 8 और यहां S 4 होगा अब हम वास्तव में टापल के रूप में इस 3 मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहां वह पहले वास्तविक आगमन समय दिखाता है फिर यह स्लैक फिर आवश्यक आगमन समय यह वह धारणा है जिसका हम उपयोग करते हैं और ब्रैकेट के भीतर हम टाइमिंग बजट दिखा रहे हैं वह टाइमिंग बजट वास्तव में गेट के विलंब और आउटपुट नेट के विलंब को इंगित करेगा इसलिए हम उन पर एक साथ विचार कर रहे हैं मान लीजिए कि मुझे पता है कि कुछ नोड के लिए t b की गणना 5 के रूप में की जा रही है इसलिए मेरे गेट में विलंब के साथ साथ कुल विलंब 5 होना चाहिए इस तरह मुझे इसे समायोजित करना होगा यह उल्लेखनीय तर्क है इसलिए इन प्रारंभिक मूल्यों के साथ इनकी गणना की गई है तो यह आरेख वास्तव में दिखाता है कि वास्तव में इसलिए मैंने जो भी गणना की है वे 5 मान हैं AAT स्लैक RAT 1 4 5 0 5 5 तो वास्तव में मैंने जो गणना की है और समय के बजट को शुरू में सभी शून्य माना जा रहा है तो यह आउटपुट O1 और O2 मैं इसे अलग से दिखा रहा हूं अब हम स्टेप बाई स्टेप चलते हैं पहला चरण कहता है कि आप न्यूनतम पॉजिटिव स्लैक वाले नोड की पहचान करते हैं तो आप यहां देखते हैं वहां न्यूनतम सकारात्मक स्लैक 4 है यह यहां 4 है यहां 4 है यहां 4 है यहां 4 है तो आप किसी भी प्रकार का नोड चुनते हैं यह संपूर्ण पथ एक प्रभावी पथ होगा तो पथ को लाल चिह्नित किया जाएगा जो कि न्यूनतम गैर 0 स्लैक होगा तो अब आप जानते हैं कि जैसा मैंने कहा आप क्या करते हैं आप इसे उठाते हैं आप इसे 0 4 बनाते हैं और 4 के इस स्लैक को विभिन्न पाथ के बीच वितरित करते हैं तो यह 4 जो कुछ भी था यह 4 था यह 4 आपने 1 1 1 और 1 के रूप में वितरित किया इसका मतलब है आपके द्वारा वितरित तारों के साथ इसलिए यदि आप इसे करते हैं तो डिले जो कि 4 थी वह 4 से घट जाएगी क्योंकि अब पूरे पाथ की डिले 4 इकाइयों से बढ़ गई है तो स्लैक 4 इकाइयों से कम हो जाएगा यह पहला चरण हैं तो आप पहले देखते हैं कि यह 1 4 5 था यदि आप इस स्लैक को 0 तक घटाते हैं तो यह RAT भी 1 हो जाएगा क्योंकि RAT माइनस AAT है यह पहला कदम होगा और यह 1 है इसलिए यह O1 यह 16 प्लस 1 होगा यह 17 हो जाएगा इस t i के साथ आप इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं अगला चरण आपको यह पता चलता है 2 यह सबसे छोटा पॉजिटिव स्लैक है और यह नहीं जानता है कि अन्य नोड केवल इस पर हावी हो रहे हैं इसलिए बस इसे 0 पर कम करें यहां इस स्लैक को बढ़ाएं इसे 0 पर घटाएं यहां समय बजट बढ़ाएं इस तार को लंबा करें जिससे यह 0 हो जाए इसलिए यह 0 हो गया है इस प्रक्रिया को दोहराएं अब आप देखते हैं कि 4 सबसे छोटा है तो हम इस पथ को 4 और 4 चुनते हैं तो 4 की इस डिले आप इसी तरह वितरित कर सकते हैं मान लें कि 2 और 2 के रूप में वितरित करें तो यह 1 4 5 था यह 1 2 6 4 10 हो जाता है 6 2 तो यह 2 और ये 2 RAT भी 2 से कम हो जाता है प्रत्येक 5 और 10 3 और 8 हो जाता है तो वही प्रक्रिया आप दोहराते हैं अब आपके पास है फिर से आप देखते हैं यह 0 नहीं है फिर से यह है 2 न्यूनतम है इसलिए फिर से वही पाथ चुनें तो फिर से इस 2 को 1 1 में वितरित करें यह 3 हो गया है यह 3 हो गया है और अब यह 2 0 हो जाएगा यह 2 भी 0 हो जाएगा तो यह 0 हो गया है यह 0 हो जाएगा अब गैर 0 1s यह और यह हैं अब आप इसे अलग अलग चरणों में चुन सकते हैं लेकिन मैं एक चरण में दिखा रहा हूं यह एक पाथ है यह दूसरा पाथ है तो यह 0 बनाने के लिए आपको यहाँ बजट बढ़ाना होगा इस 0 को बनाने के लिए आपको यहाँ बजट बढ़ाना होगा क्योंकि यह 0 बनाने के लिए 10 4 14 था यह t b 4 के रूप में तो अंत में आप देखते हैं आपने समय बजट मान प्राप्त किया है जो इंगित करेगा कि इस अलग तारों की डिले क्या होगी ताकि 0 स्लैक सभी लाइनों में प्राप्त किया जा सकता है तो 1 4 1 3 1 1 2 3 1 ये आपके अगले कदम के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं मेरा मतलब है रूटिंग को जहां आप वास्तव में अपने तारों को रूट कर सकते हैं जैसे कि या गेट्स को आकार दें इन डिले मूल्यों वास्तव में हासिल कर रहे हैं तो आप इस ZSA एल्गोरिथ्म में एक छोटा संशोधन कर सकते हैं आप देखते हैं कि ZSA वास्तव में लेट मॉड एनालिसिस का उपयोग करता है इसका मतलब हम सबसे खराब स्थिति डेलेस को देख रहे हैं इसका मतलब है हम केवल निर्धारित बाधाओं को देख रहे हैं सिग्नल संक्रमण का नवीनतम समय लेकिन हम पूरे समय की बाधाओं को देखने के लिए भी इच्छुक थे इस ZSA एल्गोरिथ्म में संशोधन है जिसे प्रारंभिक मोड विश्लेषण कहा जाता है जहां हम पूरे समय की बाधा को देखेंगे और एल्गोरिथ्म में कुछ छोटे संशोधन करेंगे तो संशोधन इस तरह दिखता है यहां जल्द से जल्द वास्तविक आगमन का समय निर्धारित किया जाना चाहिए न कि नवीनतम आम तौर पर जब आप सेट अप कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं तो हम नवीनतम आगमन के समय को देखेंगे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं हम सबसे छोटे रास्तों को देखेंगे जो सबसे पहले आने वाला समय है इसलिए इस संबंध में हमें इस बात पर निश्चित करना होगा कि प्रारंभिक मोड में वास्तविक आगमन समय आवश्यक आगमन समय के बराबर या अधिक होना चाहिए तो सही के बराबर या अधिक होना चाहिए इसलिए हमें इस पर निश्चित करना होगा क्योंकि पूरे समय के लिए AAT कभी भी इससे कम नहीं हो सकती है तो स्लैक आप इसी तरह की गणना कर सकते हैं और आप इसे संभालने के लिए ZSA एल्गोरिथ्म को अपना सकते हैं लेकिन बात यह है कि यहां आप इन सभी स्लैक्स को ठीक 0 पर सेट करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ t v और t मान नकारात्मक बनने के लिए उस स्थिति में अर्ली मोड एनालिसिस में तो यह यहाँ एक कांस्टेंट है इसलिए इसे कभी कभी 0 स्लैक एल्गोरिथ्म के पास कहा जाता है बिल्कुल 0 स्लैक नहीं तो संक्षेप में हमारे पास शुरुआती मोड या नवीनतम मोड दोनों प्रकार के 0 स्लैक विश्लेषण हो सकते हैं इसलिए यदि यह प्रारंभिक मोड बजट को संतुष्ट नहीं करता है तो डिले की कन्सट्रैन्ट को कुछ डिले जोड़कर संतुष्ट किया जा सकता है लेकिन यदि आप कुछ डिले जोड़ते हैं तो कुछ लेट मोड कन्सट्रैन्ट इसे वायलेट कर सकती हैं तो सामान्य रूप से जो किया जाता है वह यह है कि आप पहले देर से विश्लेषण का विचार करते हैं और सर्किट को इस तरह से डिजाइन करते हैं और बाद में आप प्रारंभिक मोड विश्लेषण का उपयोग सिर्फ इस बात की पुष्टि करने के लिए करते हैं कि प्रारंभिक मोड कन्सट्रैन्ट संतुष्ट हैं क्योंकि आमतौर पर होल्ड टाइम कन्सट्रैन्ट इतने गंभीर नहीं होते जितने की सेटअप टाइम कन्सट्रैन्ट हैं तो पहले आप लेट मोड का विश्लेषण करते हैं फिर आप देखते हैं कि कौन से अर्ली मोड कन्सट्रैन्ट इसका उल्लंघन कर रहे है फिर भी आप इस सर्किट नेटलिस्ट को ट्यून करने और उन्हें संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं